पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था लाप्लास ट्रांसफार्म की प्रॉपर्टी के बारे में तो आज के लेक्चर में हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस करेंगे तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं इससे पहले कि हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ें हम समझ लेते हैं उन प्रॉपर्टीज के बारे में जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था सबसे पहले हमने डिस्कस किया था लिनियेरिटी प्रॉपर्टी के बारे में जहां होगा इसके बाद हमने स्केलिंग प्रॉपर्टी के बारे में देखा जहां होता है अब टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को देखें तो मान लीजिए कि आप का सिग्नल शिफ्ट हुआ है "a" से तो लाप्लास ट्रांसफार्म उस फंक्शन का होगा उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में देखा जहां मान लीजिए कि आप का फंक्शन है तो इसका लाप्लास ट्रांसफार्म होगा जिसका यह मतलब होगा कि जहां भी f के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में s है वहां उसे sa से बदल दीजिए उसके बाद हमने टाइम डिफरेंटशिएशन जिसका मतलब है की फंक्शन f के डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफार्म देखा जो कि होता है अब इसे हम nth डेरिवेटिव के लिए भी जनरलाइज कर सकते हैं जिसको हम लिखेंगे तो यह आपको फंक्शन के nth डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देगा इसके पश्चात हमने टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा जो यह बताता है कि अगर आपके पास फंक्शन है और आपको कहा जाए इस इंटीग्रल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए तो वह होगा जहां लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा फंक्शन का अब फ्रीक्वेंसी डिफरेंटशिएशन प्रॉपर्टी देखते हैं मान लीजिए कि आपके पास फंक्शन है तो इसका लाप्लास ट्रांसफार्म होगा फ्रीक्वेंसी डिफरेंटशिएशन और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है जब हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने जाते हैं फंक्शन का तो इन सभी प्रॉपर्टीज जो भी हमने अभी पढ़ा उसको दिमाग में रखिएगा क्योंकि इन सब का प्रयोग हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने में करेंगे अब अगली प्रॉपर्टी है टाइम पीरिऑडीसिटी हमने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक सीरीज की तरह हो जैसे तो आप उस पीरियाडिक फंक्शन को भिन्न भिन्न फंक्शन के कंबीनेशन के रूप में दिखा सकते हैं जहां सारे फंक्शन फर्स्ट फंक्शन की तरह होंगे परंतु सब टाइम शिफ्टेड होंगे कोई टाइम T से कोई 2T से इसी तरह चलता जाएगा अब अगर कोई आपसे कहे कि इस फंक्शन f का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए तो आप कहेंगे कि वह होगा जहां F1 लाप्लास ट्रांसफॉर्म है फंक्शन f1 का हमने इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम भी देखा था जहां हमने यह देखा कि अगर आपको फंक्शन का इनिशियल वैल्यू पता करना है तो आप सीधे से निकाल सकते हैं और इसी तरह फाइनल वैल्यू थ्योरम में हमने देखा कि आप फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी पर सीधे निकाल सकते हैं से यह सब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था इसलिए अब हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में डिस्कशन की शुरुआत करते हैं इस केस में हमारे पास F की वैल्यू होती है और हमें इसे ट्रांसफॉर्म करके टाइम डोमेन मैं फंक्शन f की वैल्यू निकालनी होती है तो अगर आपके पास F है तो इसे हम जनरल फार्म में दिखा सकते हैं जैसे जहां N न्यूमैरेटर पॉलिनॉमियल है और D डिनॉमिनेटर पॉलिनॉमियल है अब N0 के रूट्स ट्रांसफर फंक्शन F के जीरो कहलाएंगे और D0 के रूट्स ट्रांसफर फंक्शन F के पोल्स कहलायेंगे अब हमें एक बात दिमाग में यह रखनी है कि F लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एक फंक्शन का जो की जरूरी नहीं है की ट्रांसफर फंक्शन हो तो यह बात हम दिमाग में रखेंगे जिससे हम ट्रांसफर फंक्शन और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बीच में कंफ्यूज ना हो फंक्शन f को निकालने के लिए हम पार्शियल फ्रेक्शन एक्सपेंशन मेथड का प्रयोग करेंगे फंक्शन F को तोड़ने के लिए तो हम फंक्शन F को तोडेंगे आसान आसान से टर्म में जिससे कि हम आसानी से इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सके तो आइए देखते हैं की हमें क्या क्या करना होगा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम दो स्टेप का प्रयोग करेंगे पहला कि हम फंक्शन F को आसान आसान से टर्म में तोड़ देंगे पार्शियल फ्रेक्शन एक्सपेंशन की मदद से और दूसरा हम हर टर्म का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे जो हमें पहले स्टेप में मिले हैं अब यह हमारे 3 संभावित फार्म हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के पहला फार्म है कि जब आपके पास सिंपल पोल्स हो जैसे आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म F है जिसको हम दर्शा रहे हैं न्यूमैरेटर पॉलिनॉमियल डिवाइडेड बाय डिनॉमिनेटर पॉलिनॉमियल और जहां आपके पास डिनॉमिनेटर इस तरह का हो जैसा इक्वेशन 1 में दर्शाया गया है जैसे वह भिन्न भिन्न फैक्टर के गुड़ा द्वारा दर्शाया जाए तो आप इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं पोल मेथड का प्रयोग करके अब p1p2 और pn क्या है यह सब सिंपल पोल्स हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन के और यह सारे पोल्स अलग अलग हैं अब अगर हम मान ले कि N की डिग्री D की डिग्री से कम है जिसका मतलब है कि डिनॉमिनेटर में s की मैक्सिमम डिग्री न्यूमैरेटर में s की मैक्सिमम डिग्री से ज्यादा है तो हम पार्शियल फ्रेक्शन एक्सपेंशन मेथड लगा सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म को सिंपलीफाई करने के लिए जैसा पिछले इक्वेशन में दिखाया गया है तो यह लाप्लास ट्रांसफॉर्म है और हमें इसे सिंपलीफाई करना है अब हम कैसे करेंगे हम फंक्शन को डीकंपोज करेंगे जैसे जहां एक्सपेंशन कॉएफिशिएंट k1 k2 kn को फंक्शन F का रेसिड्यू कहा जाता है और हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं एक्सपेंशन कॉएफिशिएंट की वैल्यू निकालने के लिए और उसमें से एक मेथड है रेसिड्यू मेथड जो बहुत चर्चित मेथड है अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम दोनों तरफ s p1 से गुणा करेंगे क्योंकि अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एक्सप्रेशन को देखें जिसको हमने डीकंपोज किया है अलग अलग टर्म में इसे हल करने के लिए तो पहला टर्म डिनॉमिनेटर में s p1 है इसलिए हम क्या करेंगे कि हम पहले दोनों तरफ गुणा करेंगे s p1 से और यह बन जाएगा अब अगर आप s −p1 रखें दोनों तरफ तो दाहिनी तरफ सिर्फ k1 बचेगा बाकी 0 हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि होगा इसलिए जब आप इसे हल करेंगे तो आपको k1 की वैल्यू मिल जाएगी इसको और जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो यह आपको कांस्टेंट टर्म की वैल्यू देगा और इस थ्योरम को हैवीसाइड थ्योरम 'Heaviside Theorem' कहा जाता है जैसे ही आपको की वैल्यू मिल जाएगी आप आसानी से इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म F निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि यह डीकंपोज फार्म है और अगर आप इसे देखें तो यह कुछ और नहीं बल्कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा का तो यह कुछ और नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है इसलिए अगर आप प्रॉपर्टी को याद करें तो आप आसानी से पहले टर्म का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख सकते हो तो यह होगा और उसी तरह हम बाकी सब का भी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख लेंगे और आखिरकार जब आप सबको इकट्ठा करेंगे तो आपको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन F का मिल जाएगा जिसका मतलब होगा कि F का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है अब दूसरा केस जहां आपके पास रिपीटेड पोल्स होते हैं जिसका मतलब है कि मान लीजिए कि लाप्लास ट्रांसफार्म F के रिपीटेड पोल्स है s −p पर तब आप लिख सकते हैं लास्ट टर्म बचा हुआ पार्ट है का जिसमें s −p पर पोल्स नहीं है यह लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बचा हुआ पार्ट है जिसे हम इस फॉर्म में नहीं दिखा सकते अब जैसा हमने पिछले केस में किया था हम की वैल्यू निकाल लेंगे के बराबर होगा अब kn−1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे kn−1 की वैल्यू निकालने के लिए हम सबको s pn से गुड़ा करेंगे जैसा हमने पिछले केस में किया था अब इस केस में आपके पास kn है जो कि कांस्टेंट टर्म है परंतु हमें kn 1 निकालना है क्योंकि kn हम पहले ही निकाल चुके हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि हम kn 1 निकाल सकते हैं अगर हम पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंटशिएट कर दें तो हमें मिलेगा इसी तरह दूसरे टर्म के लिए होगा और mth टर्म के लिए होगा तो अब आपके पास सारे कांस्टेंट हैं अगर आप इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को याद करें तो होता है यह कुछ भी नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंटशिएशन प्रॉपर्टी की सहायता से निकाला गया है तो अगर आप हर टर्म को कंपाइल करें तो पहले टर्म के लिए होगा दूसरे टर्म के लिए आप लिख सकते हैं और तीसरे टर्म के लिए इसी तरह हम लिखेंगे और इसी तरह आगे लिख लेंगे तो kth टर्म के लिए हम लिखेंगे

और है जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म है का तो इसी तरह आप फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे अब हमारे पास तीसरा केस है जहां हमारे पास कांपलेक्स पोल्स हैं अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स पोल्स का जोड़ा है तो इसे हल करना आसान होता है और अगर हमारे पास रिपीटेड कांप्लेक्स पोल्स हैं तो हमारे पास डबल अथवा मल्टीपल पोल्स होंगे सिंपल कंपलेक्स पोल्स को हम उसी तरह हल करेंगे जैसे हमने सिंपल रियल पोल को पहले हल किया है परंतु क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स पोल्स है यहां तो इसका उत्तर थोड़ा कठिन हो सकता है पहले की अपेक्षा तो कंपलेक्स पोल्स के केस में इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम एक दूसरा तरीका अपनाएंगे जिसका नाम है "completing the square" मेथड अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि हम डिनॉमिनेटर को स्क्वायर के तरीके से दिखाएंगे जैसे s α2 β2 क्योंकि ऐसा करने से हम आसानी से F का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं अब इसका क्या मतलब है और हम इसे कैसे हल करेंगे आइए हम एक आसान सा उदाहरण लेते हैं जिससे हम यह समझ सके कि ऐसी अवस्था में हम कैसे आगे बढ़ेंगे अब क्योंकि N और D के रियल कोऑफिशिएंट होंगे इसलिए इनके कांप्लेक्स रूट्स कन्ज्यूगेट पेयर में ही होंगे इसलिए हम इसे हल करते समय दिमाग में रखेंगे और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने की कोशिश करेंगे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है और आपको इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफार्म निकालना है हम को डीकंपोज करेंगे दो भागों में पहला जहां आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स पोल नहीं उपलब्ध है तो वह हिस्सा है का जहां कॉम्प्लेक्स पोल नहीं है

अब आपके पास डिनॉमिनेटर मैं टर्म है आपको इसे कंप्लीट स्क्वायर में बदलना होगा इसलिए हम इसमें कुछ टर्म जोड़ेंगे और कुछ टर्म घटाएंगे और फिर उसे ऐसे दिखाया जाएगा तो अगर आप इस पॉलिनॉमियल को ऐसे अरेंज कर ले और इसी तरह से न्यूमैरेटर को भी अरेंज कर ले

तो अगर आप न्यूमैरेटर और साथ में डिनॉमिनेटर दोनों को रीअरेंज करें तो आप फंक्शन को दिखा सकते हैं अब अगर आप पहला टर्म देखें तो आपको याद होगा कि जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस कर रहे थे तो हमने बात की थी कि होता है तो के एक्सप्रेशन का प्रयोग करके हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं क्योंकि अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो यह कुछ और नहीं बल्कि जोड़ है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का और टर्म का इसलिए आप लिख सकते हैं की इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका होगा क्योंकि आपके पास है अब फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का प्रयोग करके आप कह सकते हैं कि इसका होगा क्योंकि आप यह देख सकते हैं कि यह कुछ भी नहीं बल्कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म है का और साथ में फ्रीक्वेंसी स्विफ्ट लगाएंगे क्योंकि यहां पर है इसलिए आप इसे लिखेंगे जहां इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है का तो जब भी आपके पास कॉन्प्लेक्स पोल्स हो आप उसे रिअरेंज करके एक निश्चित पैटर्न में बदल दें तब आसानी से आप उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं तो जब भी पोल सिंपल रिपीटेड अथवा कांपलेक्स हो तो सबसे आसान और सीधे तरीके का प्रयोग करके हम एक्सप्रेशन निकालेंगे जिसका नाम है मेथड ऑफ अलजेब्रा जिसका मतलब है कि जो भी हम अलजेब्रा में करते थे वह हम यहां भी प्रयोग कर सकते हैं अगर हमें कांस्टेंट कंपोनेंट निकालना है लाप्लास ट्रांसफार्म के केस में तो अब इस कांसेप्ट को समझने के लिए आइए एक उदाहरण की मदद ले तो जिससे कि आपको यह समझ आ जाए की कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है जब आपको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो एक उदाहरण लेते हैं मान लीजिए आपको लाप्लास ट्रांसफर दिया गया है तो यहां आप देख सकते हैं डिनॉमिनेटर मैं कि आप आसानी से 3 पोल्स को अलग कर सकते हैं जिनकी वैल्यू 0 2 और 3 है इसलिए इस एक्सप्रेशन को ऐसे दर्शाया जाएगा आपका अगला काम है अननोन कांस्टेंट A B और C निकालना जिसके लिए हम रेसिड्यू मेथड का प्रयोग करेंगे जो हमने कुछ देर पहले पड़ा है इसलिए इस केस में हम पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म को s से गुणा करेंगे और उसको 0 के बराबर रखेंगे और इसी तरह हम 3 कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफर भी निकाल लेंगे तो इससे आप आसानी से इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं दूसरा मेथड जो आप प्रयोग कर सकते हैं उसका नाम है अलजेब्रिक मेथड जो आप ज्यादातर एक्सप्रेशन को हल करने के लिए प्रयोग करते हैं यहां हम वही टेक्निक का प्रयोग करेंगे इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे कि हम दोनों तरफ ss 2s 3 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा अगर आप एक्सप्रेशन को देखें तो न्यूमैरेटर में है और डिनॉमिनेटर में ss 2s 3 है तो अगर आप इससे दोनों तरफ गुणा करेंगे तो आप कह सकते हैं कि होगा अगर आप यहां देखें तो ऐसा करने से डिनॉमिनेटर कट जाएगा और न्यूमैरेटर में आपको मिलेगा अब आगे आपको क्या करना है कि बराबर पावर वालों को इक्वेट करना है जैसे कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करिए तो आप को A2 मिलेगा और अगर आप s के टर्म को इक्वेट करेंगे तो आपको 3B 2C −10 एक्सप्रेशन मिलेगा और जब आप s2 की टर्म को इक्वेट करेंगे तो आपको B C −1 एक्सप्रेशन मिलेगा अब आपके पास दो इक्वेशन हैं और दो अननोन भी तो इसे आप हल कर लेंगे और आपको मिलेगा A 2 B −8 C 7 तो आप कोई सा भी मेथड प्रयोग करें आपको उत्तर एक ही मिलेगा और आखिरकार दिए हुए लाप्लास ट्रांसफॉर्म F का आप इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं जो आपको मिलेगा t0 पर क्योंकि इसकी मान्यता t0 पर ही है तो अब आप समझ चुके हैं की कैसे आपको आगे बढ़ना है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए तो इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर समाप्त करते हैं जहां हमने डिस्कस किया कि कैसे हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं और अगले सप्ताह से हम इसे जारी रखेंगे और देखेंगे कि कैसे लाप्लास ट्रांसफार्म का तो याद करिए जब हम डिसकस कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर सर्किट के बारे में तो हमने देखा था कि वहां फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन बनते हैं जिन्हें हल करना मुश्किल होता था इसलिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेक्निक का प्रयोग करके हमने देखा कि कितनी आसानी से इसे हल किया जा सकता है चाहे फर्स्ट ऑर्डर सर्किट हो या सेकंड ऑर्डर सर्किट धन्यवाद